रिफ्लेक्टर एंटीना सिस्टम पर इस NPTEL व्याख्यान में आपका स्वागत है लेकिन वास्तव में व्याख्यान में जाने से पहले हमने पिछले व्याख्यान में कोरूगेटेड हॉर्न के बारे में चर्चा की है उस समय मैं आपको कुछ चित्र दिखाना भूल गया था तो एक कोरूगेटेड कोनिकल हॉर्न है यह कोनिकल है लेकिन इनपुट फीडिंग सेक्शन में कोरूगेटेड सेक्शन ऐसा दिखता है जैसे कि कोई टेपर की गई चीज हो और फिर विकिरण क्षेत्र में या एपर्चर के पास यह करुगेशन है अब यह वह है जिसे आप साइड व्यू कह सकते हैं लेकिन यदि हम उन चीजों को देखते हैं जो वास्तव में करुगेशन का अर्थ हैं तो यह कि आप कुछ भाग निकाल रहे हैं तो यह एक प्लानर सरफेस करुगेशन के लिए है इस तरह दिखता है तो इस सतह पर पर ये करुगेशन हैं इसका अर्थ है कि यह भाग मैटेलिक हैं लेकिन इन भागों के बीच समान रूप से नॉन मैटेलिक हैं तो यह सतह पर फैली हुई है तो आप पिछले व्याख्यान में इस भाग को जोड़ लें अब आज हम रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ शुरू करते हैं तो माइक्रोवेव आवृत्तियों पर यह एंटीना ज्यादातर उपयोग में लिया जाता है और अधिकांश सैटेलाइट लिंक इस रिफ्लेक्टर एंटीना सिस्टम का उपयोग करते हैं रिफ्लेक्टर सिस्टम की ज्यामिति से आप यहां देख सकते हैं कि हम इसे एक पैराबोलॉइडल के रूप में देख रहे हैं क्योंकि यह वास्तव में कोनिक सेक्शन पैराबोलॉइड है जो इस अक्ष के सापेक्ष इस पैराबोलॉइड को घुमाकर प्राप्त किया जाता है यदि यह पैराबोलॉइडल की अक्ष है यदि आप इसे घुमाते हैं तो आपको पैराबोलॉइडल मिलता है तो रिफ्लेक्टर पैराबोलॉइडल है हमारे पास पैराबोलॉइडल के फोकस पर एक फ़ीड हॉर्न है तो अब यहाँ कृपया इस डेश्ड लाइन को समझें जिसे हम एक प्लेन कहते हैं क्योंकि वास्तव में अगर आप डिश एंटीना के बारे में सोचते हैं तो आप सभी ने देखा होगा अब सोचें कि अगर मैं एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाऊं अगर मैं उस पैराबोलॉइड के लिए एक प्लेन लेता हूं तो प्लेन यह गोलाकार डिस्क होगा तो यह एक प्लेन चीज़ है जिसे एपर्चर अपर्चर सतह कहा जाता है तो वास्तव में यह इस पैराबोलॉइड चीज़ के लिए एक गोलाकार डिस्क प्लानर डिस्क है तो किरणें जो गति से जा रही हैं यदि वे पैराबोलॉइड से परावर्तित होने के बाद यहाँ जाती हैं तो यहाँ अक्ष के सापेक्ष समानांतर हो जाती हैं अब इस एपर्चर का व्यास 2a या त्रिज्या a है अब यह एक महत्वपूर्ण अनुपात है क्योंकि हम देखेंगे कि ये f by 2a या f by d है जो एक पैराबोला के लिए एक स्पेसिफिकेशन है क्योंकि यह अपने सभी विकिरण गुणों को निर्धारित करता है लोग आमतौर पर f by d अनुपात से कहते हैं अब हम पहले पता लगाते हैं क्योंकि हमें अपना पूर्व प्राप्त रिजल्ट डालना होगा कि अगर मैं एपर्चर क्षेत्र वितरण जानता हूं इसका मतलब है अगर मुझे इस एपर्चर क्षेत्र वितरण पता है तो मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र क्या है जिसे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म विधि द्वारा देखा है तो हमें यह जानना होगा कि यह एपर्चर समीकरण क्या है अब पैराबोला समीकरण हम जानते हैं तो अब बुनियादी ज्यामिति से हम इस चीज़ की ज्यामिति प्राप्त करेंगे इसलिए ड्राइंग के अन्य भाग पर मैं बाद में आऊंगा इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुझे एक पैराबोला ड्रा करने दें और यह इसका बिंदु है मान लीजिये मैं O फोकस कह रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरे पास एक इंसिडेंट रे है जो फोकल प्लेन पर आ रही है और वह बिंदु जहाँ समानांतर रे फोकल प्लेन से मिलती है मैं उस बिंदु को Q के रूप में कॉल करता हूँ और इस बिंदु को मुझे P कहने दें जहाँ किरण हिट हुई है अब यदि आप पैराबोला के बेसिक से याद करते हैं किसी भी फ़ोकस से कोनिक सेक्शन पर स्थित किसी भी बिंदु से दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है यदि आपको कॉनिक सेक्शन याद हैं जिसमें दो फ़ोकस हैं तो सेक्शन पर एक बिंदु से यदि आप उन दो फ़ोकस बिंदुओं को जोड़ते हैं मान लीजिए कि मेरे पास एक इलिप्स है और आप जानते है इसके दो फोकस होते है तो यह बिंदु है इसलिए इन दो दूरियों का योग हमेशा फोकस के दोगुने के बराबर होता है तो यहाँ हम एक ही बात कह सकते हैं कि OP plus PQ जो कि f के दोगुने के बराबर है एक कांस्टेंट है अब आप ज्यामिति से देख सकते हैं कि यह कोण theta है तो अगर यह किरण या यह दूरी r है तो यह r cos theta होगी तो तो यहाँ से मैं रख सकता हूं कि r plus r cos theta 2 f या r के बराबर है जो 2 f by 1 plus cos theta के बराबर भी है या मैं कह सकता हूं कि यह f sec square theta by 2 है इसलिए यह r है इसका मतलब है अगर मैं यहाँ r लेता हूँ तो इसी theta को मुझे कहना पड़ेगा और यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तो मूल रूप से पैराबोलॉइड इस बिंदु r का एक लोकस है आम तौर पर हॉर्न को फ़ीड के रूप में प्राथमिक फोकस पर रखा जाता है अब यहां वास्तव में इसके लिए विश्लेषण है कि हम मान लेंगे कि यह एक माइक्रोवेव चीज है हम मानते हैं कि रे ऑप्टिक्स जो मैक्सवेल के समीकरण से एक मजबूत आधार है दरअसल सर जगदीश बोस ने साबित किया था कि ऑप्टिक्स भी मैक्सवेल के समीकरण को प्रभावित करती है यह उन्होंने पहली बार साबित किया क्योंकि मैक्सवेल ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा था उन्होंने कहा कि संभवत ये नियम जो मैंने पाया है वे ऑप्टिक्स के लिए भी मान्य हैं लेकिन Sir J C Bose ने इसे साबित किया इसलिए हम इस क्षेत्र में रे ऑप्टिक्स की मदद लेंगे और यह देखा गया था कि उन नियम को यहां नहीं रखा जाएगा क्योंकि इन परिणामों के बाद प्राप्त परिणाम प्रयोगात्मक टिप्पणियों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं इसलिए मैं जो उचित परिणाम लूंगा उसे कहा जाता है कि स्थानीय रूप से सभी वेव प्लेन वेव हैं दरअसल रे ऑप्टिक्स में यह अच्छा होता है क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती हैं लेकिन यहां हम स्थानीय स्तर पर सभी किरणों को मानेंगे तो पहली बात यह है कि वेव एक रे में चलती हैं जिसे हम यहां भी मान लेंगे वास्तव में रे की एक ट्यूब में क्योंकि हमारे पास एक बीम है तो यही कारण है कि रे की ट्यूब और स्थानीय रूप से वे एक प्लेन की वेव के रूप में व्यवहार करते हैं और सजातीय माध्यम होमोजेनियस मीडियम में सीधी रेखा में रे प्रोपेगेट होती हैं मीडियम के बीच की सीमा पर वे स्नेल के नियम के अनुसार स्पर्शरेखा तल पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड होते हैं और फ़्रेज़नल रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट अच्छा होता है पावर को फ्लक्स ट्यूब में बहने के रूप में देखा जाता है और अगर एक फ्लक्स ट्यूब को पूरी तरह से कंडक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्टेड किया जाता है तो रिफ्लेक्टेड फ्लक्स ट्यूब में शक्ति इंसिडेंट फ्लक्स ट्यूब के बराबर होती है ये सभी परिणाम हैं जिन्हें आप जानते हैं बस मैं यह कह रहा हूँ कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स ट्यूब के साथ पहुँचाए जाते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र रेज़ के परस्पर लंबवत और ऑर्थोगोनल हैं क्योंकि रेज़ प्रोपगेशन की दिशा में होती हैं चूंकि यह प्लेन वेव हैं इसलिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इनसे ऑर्थोगोनल हैं और पैराबोलॉइड सतह के लिए फोकस से सभी रेज़ को अक्ष के समानांतर बनने के लिए रिफ्लेक्टेड किया जाता है किनारों पर किरणों रेज़ को डिफ्रेक्टेड किया जाता है लेकिन हम इस विश्लेषण में डिफ्रैक्शन के प्रभाव को नगण्य मानेंगे मैंने पहले ही कहा था कि इस मामले में एपर्चर एक प्लेन है जो गोलाकार डिस्क है बस सतह के सामने है अब यह सब कहने के बाद मेरा वास्तविक इरादा यह है कि हमने पहले से ही हॉर्न एंटीना को देखा है तो यह हम त्रिज्या को जानते हैं मानाकि हम फ़ीड हॉर्न के विकिरण पैटर्न को जानते हैं लेकिन रिफ्लेक्टर द्वारा विकिरणित क्षेत्र का क्या हो रहा है इसकी गणना करने के लिए हमें इस एपर्चर पर इस क्षेत्र वितरण को खोजने की आवश्यकता है इसलिए अब हम सम्बन्ध बनाते हैं कि यदि मैं फ़ीड के इस ऊर्जा विकिरण पैटर्न को जानता हूं तो एपर्चर क्षेत्र वितरण क्या होगा यह हमारा पहला काम होगा लेकिन इससे पहले मैं आपको दो स्लाइड दिखाना चाहूंगा मैंने फ्लक्स ट्यूब के रिफ्लेक्शन के बारे में क्या कहा यदि आपके पास एक प्लेन रिफ्लेक्टर है तो यह इंसिडेंट फ्लक्स ट्यूब है और फिर यह रिफ्लेक्टेड फ्लक्स ट्यूब है मैंने कहा कि यह सेंट्रल रे है वहां अन्य रेज़ भी हैं ये दो किनारे वाली रेज़ हैं तो आप देखते हैं कि E और H क्षेत्र ऑर्थोगोनल हैं तो E H और रे एक ट्रिप्लेट बनाते हैं तो यह प्लेन रिफ्लेक्टर है लेकिन हमारे पास प्लेन रिफ्लेक्टर नहीं है इसलिए मुझे अगली स्लाइड देखनी होगी तो हमारा मामला इस तरह होगा कि हमारे पास एक इंसिडेंट ट्यूब हैं फिर वह इंसिडेंट ट्यूब यहां एक रे पर जाएगी लेकिन वास्तव में यहां भी ट्यूब होगा और इंसिडेंट ट्यूब और रिफ्लेक्टेड ट्यूब कुल शक्ति जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि इसे हम एक कंडक्टिंग सरफेस मान रहे हैं इसलिए इसके साथ मैं फिर से यहां वापस जाता हूं अब वास्तव में आप देखते हैं कि दो तरीके हैं जिनके द्वारा इस परबोलॉइड रिफ्लेक्टर का विश्लेषण किया जा सकता है एक तरीका यह है कि मैं कह रहा हूं कि एपर्चर फ़ील्ड की मैं गणना करूंगा और एपर्चर फ़ील्ड से हम जानते हैं कि दूर क्षेत्र आदि क्या है जो कि हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि मैं इस पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर पर भी निकाल सकता हूं कि करंट क्या है क्योंकि यह एपर्चर की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यह एक वास्तविक पैराबोलाइड कंडक्टिंग सरफेस है इसलिए मैं यहां पर कंडक्शन करंट का पता लगा सकता हूं और उसमें से मैं उस चीज को निकाल सकता हूं जिसमें दोनों विधियां हैं इसे इन्दूस्ड करंट मेथड कहा जाता है जिसके द्वारा एंटेना का विश्लेषण किया जाता है तो यह भी इस एपर्चर से किया जा सकता है यही कारण है कि यहाँ हम इस क्षेत्र से जाते हैं इसलिए हम एपर्चर फील्ड विधि को अपनाएंगे क्योंकि यह हमें यह बताने में मदद करेगा कि हमनें प्लानेर एंटेना आदि के लिए क्या निकला था तो इसके लिए मुझे उसका परिचय देनें दें मान लीजिए कि theta phi फोकस पर स्थित फ़ीड का पावर एंगुलर रेडिएशन पैटर्न है यह वास्तव में हॉर्न एंटीना है हम हॉर्न नहीं कह रहे हैं क्योंकि अन्य चीजें भी हो सकती हैं लेकिन ज्यादातर सभी मामलों में यह होता है तो g𝛳ϕ पावर एंगुलर है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यह theta phi के रूप में व्यक्त किया गया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि g𝛳ϕ by r square फ़ीड द्वारा विकीरित प्रति इकाई क्षेत्र की पावर है अब फ्लक्स ट्यूब में रिफ्लेक्टर पर इंसिडेंट पावर एंगुलर विड्थ d theta d phi है आप देख रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि अब हमारे पास ये हैं यह d theta है और अजीमुथल प्लेन में d phi होगा तो उस ट्यूब में कितनी पावर होती है जिसे P i theta phi कहा जाता है इसलिए मैं आसानी से गणना कर सकता हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं तो Pi𝛳ϕ g𝛳ϕ by r square into एंगुलर स्टीप में क्षेत्रफल है और क्या मैं कह सकता हूं कि वह क्षेत्रफल क्या होगा एक r sin theta d theta होगा दूसरा r d phi होगा तो यह वास्तव में मिल गया है आप देखेंगे कि यह r रद्द हो जाएगा अब ऑप्टिक्स के लॉग से यह समान पावर रेफ्लेक्टेड फ्लक्स ट्यूब में दिखाई देनी चाहिए और रेफ्लेक्टेड फ्लक्स ट्यूब के लिए आप देखते हैं मानाकि कि यह d theta d phi यह पावर यहां चली गई है यह वह ट्यूब इंसिडेंट ट्यूब है अब जबकि यह रेफ्लेक्टेड होता है आप देखते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस हिस्से को ऑक्युपाइ कर लेगा अगर मैं कहता हूं कि केंद्र से इन चर की दूरी ρ है तो यह एक बेलनाकार प्रकार की चीज है तो क्या मैं कह सकता हूं कि d rho d phi जो मुझे बताएगा क्योंकि अब कोई theta नहीं है क्योंकि यह अब एक सीधी रेज़ बन गई है अतः d rho d phi दिशा में जिसमें d rho d phi है इन दोनों पैरामीटर में परिवर्तन होता है है जो भी पावर है वो समान होनी चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि एपर्चर सरफेस पर d rho चौड़ाई की रेफ्लेक्टेड फ्लक्स ट्यूब में समान पावर दिखाई देनी चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि यह बराबर होना चाहिए और मान लीजिए कि यह एपर्चर सरफेस में प्रति यूनिट क्षेत्रफल में एक पावर डेंसिटी पैदा करता है यह सतह पर प्रति एपर्चर क्षेत्रफल के एक पावर डेंसिटी का उत्पादन करेगा और मुझे कॉल करने दें या मुझे इसे बदलने दें कि मुझे इसे Pρ ϕ कॉल करने दें जो पावर डेंसिटी या प्रति यूनिट क्षेत्र में रिफ्लेक्टेड पावर डेंसिटी है मान लीजिए कि प्रति क्षेत्रफल पावर जो एपर्चर सरफेस पर रिफ्लेक्टेड होती है d rho चौड़ाई के भीतर है और एंगुलर स्प्रेड azimuth d phi में है तो मैं कह सकता हूं कि Pρ ϕ rho d phi है और d rho यह कुल पावर है जो उस Pi𝛳ϕ के बराबर होनी चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि यह Pi𝛳ϕ पहले से ही मैंने दिखाया है कि यह g𝛳ϕ sin theta d theta d phi है तो मुझे Pρ ϕ लिखने दें और इस ρ के स्थान पर रद्द करने के लिए मैं ρ लिखता हूं चित्र से आप देख सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है यह r sin theta है तो r sin dta d rho d phi g𝛳ϕ sin theta d theta d phi है जो मेरी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि चूंकि ρ r sin theta के बराबर है इसलिए मुझे इसे पहले सरल बनाना चाहिए तो यह Pρ ϕ g theta phi 1 by r d theta d rho होगा अब इस d rho d theta को निकलने की आवश्यकता है मुझे पता है कि ρ और 𝛳 के बीच क्या संबंध है तो मेरे पास rho r sin theta के बराबर है तो d rho d theta 2f भी होगा r sin theta का अर्थ है कि मैं r मान 2f रख सकता हूँ तो यह कांस्टेंट हो जाता है अन्यथा r एक परिवर्तनशील है लेकिन 2f sin theta by 1 plus cos theta अब आप उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं जिससे यह 2f by 1 plus cos theta हो जाता हैं तो अब आप इसे डालते हैं Pρ ϕ प्राप्त करें आपको कुछ 2f 1 plus cos theta चाहिए अब कुछ और बीजगणितीय परिवर्तन से मैं कह सकता हूं कि 1 plus cos theta by sin theta is 2f by ρ है तो आप लिख सकते हैं कि 1 plus cos theta whole square minus sin square theta by 1 plus cos theta whole square plus sin square theta 4f square minus ρ square by 4f square plus ρ square हो जायेगा हमारे पास 1 by r is 1 plus cos theta plus 2f ये सब भी है अंत में यदि हम डालते हैं तो मैं Pρ ϕ को g𝛳ϕ 16f square by 4f square plus ρ square लिख सकता हूं तो यह वह फॉर्मूला है जिसे मैं निकाल रहा था कि एपर्चर में पावर डेंसिटी क्या है मुझे पता है कि g𝛳ϕ बाकी सब कुछ जो आप देखते हैं वो कांस्टेंट है इसलिए किसी विशेष rho पर अगर आप मुझसे पूछें कि वह पावर डेंसिटी क्या है मैं आपको बता सकता हूं इसका मतलब है पावर एपर्चर के सभी बिंदुओं पर आपको बता सकता हूं जो एक गोलाकार डिस्क है मैं अब पावर डेंसिटी जानता हूं तो मेरा ρ 0 से a या आप कह सकते हैं कि plus a to minus a तक परिवर्तित होता है इसलिए मैं लगाता हूं और मैं ऐसा करता हूं अब मैं एंटीना पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन जानता हूं अब यहां से हम कुछ ऐसी चीजें लेंगे जो आपने देखी हैं यह हमेशा बेहतर है या हमने ऐसा नहीं देखा है लेकिन कृपया ध्यान दें कि वास्तव में समय की कमी के कारण हमने ऐसा नहीं किया यदि एक एपर्चर को समान रूप से इल्लुमिनेट किया जाता है जो हमें अधिकतम विकिरण देता है इसका मतलब है विकिरण व्यापक दिशाओं और पीक में है असल में ऐरे सिद्धांत अवधारणा से आप देख सकते हैं कि जब हम समान रूप से ऐरे तत्वों को इल्लुमिनेट करते हैं तो आपको एक पीक भी मिलती है अन्य मामलों में आपको नहीं मिलता क्योंकि सभी लगातार जोड़े जाते हैं वितरित फैशन में भी समान बात है कि यदि आप समान फेज डिस्ट्रीब्यूशन समान आयाम के साथ समान इल्लुमिनेट करते हैं तो आपको चौड़ी साइड कि तरफ बहुत पीक की चीज मिलती है तो यह हमेशा वांछनीय होता है क्योंकि यह आपको अधिकतम डाइरेक्टिविटी देता है इसलिए हमेशा वह एक सपना है तो अगर मुझे P theta rho phi को एकसमान बनाना है तो g𝛳ϕ पर मेरी क्या आवश्यकता है यहाँ से आप देख सकते हैं कि g𝛳ϕ इस sec power 4 theta by 2 के समानुपाती होना चाहिए आप इस theta कोण को लाते हैं क्योंकि यह संबंध वास्तव में 1 plus cos theta by 2f को बताता हैं दरअसल एंगल का मान रखकर या आप कह सकते हैं कि दूसरा तरीका देखें कि g𝛳ϕ मान लें कि फ़ीड एक समान है आपको फीड एक समान विकिरण देता है तब P rho phi इस 16f square by 4 phi square f square से आनुपातिक होगा जो कुछ भी नहीं है 1 plus cos theta whole square हैं हम इसे देखेंगे तो ऐसा है बल्कि मैं लिखूंगा कि अगर g𝛳ϕ कांस्टेंट है तो इस अभिव्यक्ति से Pρϕ 1 plus cos theta whole square which is 4 cos 4 theta by 2 बन जाता है इसलिए यह कहता है कि एपर्चर समान रूप से इल्लुमिनेट नहीं हो रहा है तो वहां एक डिस्ट्रीब्यूशन है और जहां अधिकतम एपर्चर क्षेत्र है जो स्पष्ट रूप से एक पावर है जाहिर है theta बराबर 0 के ऊपर है तो केंद्र की तुलना में एपर्चर के किनारों इसका मतलब है यहाँ मुझे अधिकतम विकिरण मिलता है और यहाँ मुझे न्यूनतम विकिरण मिलता है तो यह रेफ्लेक्टेड टर्म हैं लोग कहते हैं कि यह एम्पलीटूड में एक टेपर है अगर हमारे पास ये हैं अब यह वांछनीय नहीं है बल्कि दूसरी चीज वांछनीय है हम P𝛳ϕ कांस्टेंट चाहते हैं तो आपका g𝛳ϕ इसका मतलब है कि फ़ीड पैटर्न जो sec 4 theta by 2 के समानुपातिक होना चाहिए अब उस g𝛳ϕ sec 4 theta by 2 से क्या मतलब है इसका मतलब है बराबर 0 के लिए इसका मतलब है केंद्रीय स्थान पर sec theta 1 है और अन्य स्थानों के लिए इसका मतलब है किनारे पर जो बहुत अधिक है अब वास्तव में ऐसा ही होगा इसका मतलब है हम जो कह रहे हैं कि यह 90 डिग्री दिशाओं में बहुत उच्च शक्ति है तो और इसमें बहुत छोटी शक्ति का मतलब है यहां न्यूनतम विकिरण और इसलिए हम देखेंगे कि जितनी देंगे उतनी शक्ति खो जाएगी रिफ्लेक्टर उस शक्ति को बाधित करने में सक्षम नहीं होगा उस पावर को स्पिल ओवर लोस्स कहा जाता है हम स्पिल ओवर लोस्स को बाद में देखेंगे तो यह बहुत ज्यादा जरुरी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यह ऑप्टिमम है लेकिन यह जरुरी नहीं है और व्यावहारिक रूप से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह स्पिल ओवर लोस्स को बढ़ाएगा इसलिए यह निश्चित रूप से हमें बहुत ज्यादा डाइरेक्टिविटी देगा अगर मैं यह विकल्प चुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा डाइरेक्टिविटी मिलेगी लेकिन जो एफिशिएंसी हैं वे उस डाइरेक्टिविटी को काम कर देंगे इसलिए हम देखेंगे कि यह नहीं किया गया है और यहां भी मैं कहूंगा कि एंगल क्या है क्योंकि आप देखते हैं कि हालांकि मैं इस पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर को phi by 2 में ला सकता हूं लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि तब हमारा एपर्चर बहुत छोटा हो जाता है तो कुछ निश्चित एंगल पर यह वहाँ है तो इसे एंगुलर एपर्चर कहा जाता है जिसका मतलब है अगर मेरे पास पैराबोलॉइड है तो इस एंगल को psi या psi by 2 कहा जाता है इसलिए यह एंगल भी psi by 2 है इसका मतलब है परबोलॉइड का एंगुलर एपर्चर psi है तो उस बिंदु पर ρ का मूल्य क्या है चरम बिंदु या किनारे पर ρ चरम बिंदु या परबोलॉइड के किनारे पर ρ निश्चित रूप से a के बराबर है और 2f sin psi by 2 by 1 plus cos psi by 2 यह परबोलॉइड समीकरण है तो यह कुछ भी नहीं है 2f tan phi by 4 है इसलिए मैंने कहा कि मूल रूप से आप यह देख रहे हैं कि psi सबको नियंत्रित कर रहा है तो लोग कभी कभी इस पूरी बात को f by d d का मतलब 2f द्वारा निर्दिष्ट करते हैं तो f by 2a क्या है 1 by 4 cot psi by 4 इसलिए कभी कभी अगर एंगुलर एपर्चर को निर्दिष्ट किया जाता है तो f by d अनुपात निर्दिष्ट किया जाता है और यदि f by d अनुपात निर्दिष्ट किया जाता है तो मैं पा सकता हूं कि पैराबोलॉइड का एंगुलर एपर्चर क्या है अब यहाँ मैं कहूँगा कि अंत में हम देखेंगे कि एम्पलीटूड टेपर तो एपर्चर क्षेत्र में एम्पलीटूड टेपर क्या है ये डाइरेक्टिविटी को कम करता है क्योंकि यह बीम विड्थ को बढ़ाता है डाइरेक्टिविटी को कम करता है तो यह वांछनीय नहीं है लेकिन एपर्चर क्षेत्र में एम्पलीटूड टेपर भी साइड लोब लेवल को कम करता है जो हम बाद में दिखाएंगे तो अब यह प्रॉब्लम है यह डिजाइनर की प्रॉब्लम है कि मुझे कितना एम्पलीटूड टेपर देना होगा क्योंकि एक तरफ यह डाइरेक्टिविटी को कम करता है दूसरा तरफ साइड लोब लेवल को नीचे रखता है अब एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में आम तौर पर इस साइड लोब लेवल में कमी काफी महत्वपूर्ण है इसका मतलब है अगर आपके पास कोई इंटरफेरर है तो आप उस जगह पर एक साइड लोब रखना चाहते हैं जो कि अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको उसकी चिंता नहीं है विशेष रूप से कम्युनिकेशन में डाइरेक्टिविटी या SNR पर्याप्त है तो डाइरेक्टिविटी एक चिंता का विषय नहीं है आप कम गेन भी प्राप्त कर सकते हैं तो यह साबित हो गया है लेकिन रडार प्रकार के अनुप्रयोगों में वहाँ की डाइरेक्टिविटी प्रमुख बात है और आम तौर पर वे विचार नहीं करते हैं वे दूसरों से इंटरफेरेंस के बारे में परेशान नहीं होते हैं तो वास्तव में यह बात है कि टेपर का ऑप्टिमम मूल्य क्या है ताकि मुझे अधिकतम चीज़ मिल सके लेकिन यह बात गुणात्मक रूप से हमेशा याद रखें क्योंकि यह दुविधा है जिसमें एक डिजाइनर हमेशा ऐसा देखता है यह महत्वपूर्ण है अब मैं वास्तव में इंजीनियरिंग के अपने पूरे अध्ययन से समझौता करता हूं दरअसल अगला व्याख्यान होगा कि वास्तव में कैसे एक इंजीनियर इन दोनों के बीच समझौता करता है तो मैं इसे यहां रोक रहा हूं अगले व्याख्यान में अब हम देखेंगे हमें एपर्चर क्षेत्र मिला है जिससे हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि इस एंटीना की डाइरेक्टिविटी क्या है Thank you धन्यवाद